सभी को नमस्कार यदि आप याद करेंगे हम चक्र या प्रक्रियाओं की दूसरी कानून दक्षता के बारे में चर्चा कर रहे थे हमने एक्सेरजी को बंद प्रणाली और खुली प्रणाली के विश्लेषण को देखा है मूल रूप से हमने एक्सेरजी बैलेंस या एक्सेरजी ट्रांसपोर्ट के सामान्यीकृत समीकरण को एक खुली प्रणाली के लिए व्युत्पन्न किया है वहां से एक बंद प्रणाली के एक्सेरजी बैलेंस को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है इसलिए यहां हमने एक बहुत ही उपयोगी अवधारणा पेश की है जिसे एक्सेरजी कहा जाता है जब भी ऊर्जा का हस्तांतरण होता है तो सारी ऊर्जा उपयोगी कार्य में परिवर्तित नहीं होती है उसका कुछ हिस्सा ही उपयोगी कार्य में परिवर्तित होता है और अगर हम पर्यावरण के साथ होने वाले इंटरेक्शन की बात करें खासकर जब वहां पर्यावरणीय दबाव शामिल हो तो उपयोगी कार्य के रूप में कुछ भाग ही उपलब्ध होगा क्योंकि जब एक कंट्रोल वॉल्यूम या प्रणाली का विस्तार होता है तो यह वायुमंडलीय दबाव के लिए भी कुछ काम करेगा जो हम उपयोग नहीं कर सकते हैं जो हमारा लक्ष्य नहीं है तो हमने इन सभी मात्राओं को परिभाषित किया है कि यदि कोई ऊर्जा हस्तांतरण है तो एक्सेरजी क्या है अगर कोई गर्मी अंतरण है तो कितनी मात्रा में गर्मी को उपयोगी कार्य में बदला जा सकता है यह सब हमने परिभाषित किया है और उसके आधार पर हमने दूसरी कानून दक्षता को परिभाषित किया है जो कि एक्सेरजी की अवधारणा या उपलब्ध ऊर्जा की अवधारणा पर आधारित है अब यदि हम उसी अवधारणा के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरी कानून दक्षता के विवरणों पर गौर करते हैं पहले मैं परिभाषित करना चाहूंगा या याद दिलाना चाहूंगा कि गर्मी हस्तांतरण की एक्सेरजी क्या है जब भी हम गर्मी हस्तांतरण पर विचार करते हैं तो एक उच्च तापमान पर या कह लीजिए अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर किसी वस्तु से गर्मी हस्तांतरण हो रहा है हम कहते हैं कि वस्तु एक तापमान T पर है और वहाँ से हम ऊष्मा निकाल रहे हैं और हम कहें कि यह ऊष्मा प्रवाह दर 𝑄 है फिर गर्मी हस्तांतरण की एक्सेरजी 𝐸 𝑄 1 − 𝑇0T के बराबर है जहां T0 पर्यावरण या वातावरण का तापमान है क्योंकि पर्यावरण या वातावरण अंतिम सिंक है जहां ताप ऊर्जा निष्कासित होती है अब हम इसे गर्मी इंजन चक्र पर लागू करते हैं आइए हम उस अवधारणा को गर्मी इंजन चक्र पर लागू करते हैं इसलिए गर्मी इंजन चक्र के लिए पहला कानून हम लिख सकते हैं तो हम कहते हैं कि यह गर्मी इंजन चक्र है यहां पर Q1 उपलब्ध है यहाँ पर Q2 यहाँ पर W प्राप्त हुआ है Q1 को QH के रूप में भी लिखा जा सकता है क्योंकि यह एक उच्च तापमान स्रोत से लिया गया है Q2 को QL के रूप में भी लिखा जा सकता है क्योंकि इसे कम तापमान सिंक में खारिज कर दिया जाता है और फिर इस तापमान को हम TH स्रोत तापमान के रूप में निरूपित कर सकते हैं और सिंक तापमान जिसे को हम TL के रूप में दर्शा रहे हैं तो पहले कानून से हम जो लिख सकते हैं वह है QH QL W तो यह हमारे द्वारा प्राप्त ऊर्जा संतुलन से ऊष्मागतिकी का हमारा पहला नियम है अब हम आसानी से गणना कर सकते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान एन्ट्रापी जनरेशन क्या है Sgen सूत्र जिसकी हमने अपने पहले वर्ग में चर्चा की है तो यह QL TL QH TH के बराबर होगा और यह एक मात्रा है जो एक अनकारात्मक मात्रा होगी तो यह 0 के बराबर या उससे अधिक है तो Wlost जो कि हमारा खोया हुआ कार्य है अगर हम यह भी गणना करना चाहते हैं तो हमने यह पहले ही प्राप्त कर लिया है तो यह QH EW होगा तो हम कहते हैं कि इस ऊष्मा इंजन के चक्र में हमें कुछ मात्रा में काम मिला है और Ew एक्सेरजेटिक सामग्री या काम की एक्सेरजेटिक सामग्री है हम उच्च तापमान स्रोत से कुछ ऊष्मा ऊर्जा QH ले रहे हैं तो EQH ऊष्मीय ऊर्जा की एक्सेरजेटिक सामग्री है जो उच्च तापमान स्रोत से ली गई है अब खोया हुआ कार्य उच्च तापमान स्रोत की सामग्री होगी जो W काम की एक्सेरजेटिक सामग्री होगी तो इसे QH 1 TLTH लिखा जा सकता है काम की एक्सेरजी काम स्वतः है वह कुछ और नहीं है तो यह हमें खोया हुआ कार्य मिलेगा तो आप देखते हैं सभी अवधारणा जो हम हमारे पहले के व्याख्यान में सीखें हैं जैसे कि एन्ट्रापी जनरेशन की अवधारणा खोए हुए काम की अवधारणा सब कुछ हम एक चक्र के लिए कर सकते हैं या एक प्रक्रिया के लिए भी कर सकते हैं अब हम दूसरी कानून दक्षता को परिभाषित करते हैं EW जो कि किए हुए कार्य की एक्सेरजी है उसको EW प्रतिवर्ती द्वारा विभाजित कर दूसरी कानून दक्षता को प्राप्त किया जा सकता है मूलतः एक्सेरजी कार्य की प्रतिवर्ती सामग्री जो हम यहां लिख चुके हैं यह कुछ अन्य बीजगणितीय हेरफेर के साथ एक और रूप में भी लिखी जा सकती है यह है 1 - TLSgenEWrev तो आपको एक प्रशंसनीय चीज की पहचान करनी होगी तो EW जो हमने अंश पर लिखा है जो कुछ भी नहीं है लेकिन rev माइनस TLSgen है तो किस तरीके से यह हमें मिला है इसलिए इन 2 का हम औपचारिक रूप से उपयोग कर सकते हैं और हम दूसरी कानून दक्षता निर्धारित कर सकते हैं तो 𝜂II जो दूसरी कानून दक्षता है कुछ लोग इसे सापेक्ष दक्षता या उपयोग कारक भी कहते हैं अब 𝜂II क्या होगा 𝜂II इसके द्वारा हम 𝜂I और 𝜂II के बीच संबंध प्राप्त कर सकते हैं𝜂I पहले कानून की दक्षता है जो कि WQH के बराबर है जिसमें W कार्य है और Q ऊंचे तापमान के स्रोत से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा है 𝜂I 𝜂II 1 TLTH के बराबर है तो आप देखते हैं कि कोष्ठक के भीतर पहला कानून दक्षता है और यह एक कारक द्वारा गुणा किया जाता है तो इसीलिए कभी कभी इसे सापेक्ष दक्षता कहा जाता है या यह उपयोग कारक है क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है उसे कुछ उपयोग कारक के साथ गुणा करना होगा वास्तविक उपयोग को जानने के लिए कि तापीय ऊर्जा का वास्तविक उपयोग क्या है या जो तापीय ऊर्जा का संभव वास्तविक उपयोग है तो यह आपका 𝜂II है तो हमारे पास ताप इंजन के लिए पहला कानून और दूसरा कानून दोनों का परिप्रेक्ष्य हो सकता है आइए हम देखें कि हम इसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं इसलिए पहले मैं इसे पहले कानून के लिए व्यक्त करने का प्रयास करूंगा इसलिए पहले कानून में ऊर्जा प्रवाह आरेख द्वारा दिखा सकते हैं हम कहते हैं कि वर्ग जो मैंने खींचा है वह ऊष्मा इंजन चक्र का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए इसके शीर्ष पर हमें TH उच्च तापमान मिला है इसके नीचे हमें TLकम तापमान मिला है तो यह ऊष्मा इंजन चक्र का गर्म पक्ष है यह ऊष्मा इंजन चक्र का ठंडा पक्ष है तो QH उष्मा जो ऊष्मा इंजन चक्र में प्रवेश कर रही है W राशि का काम किया जा रहा है और यह 𝜂I QH के बराबर है फिर QL उष्मा की मात्रा को अस्वीकार किया जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि ऊष्मा ऊर्जा प्रवेश कर रही है लेकिन इसका एक हिस्सा काम में परिवर्तित हो रहा है तो यह ऊष्मागतिकी के पहले नियम का परिप्रेक्ष्य है इसलिए हम पहले कानून के अनुसार ऊष्मा इंजन चक्र को दर्शा सकते हैं फिर दूसरे कानून से अगर हम इसे दर्शाने की कोशिश करेंगे तो यह कुछ इस तरह होगा तो यह दूसरे नियम के अनुसार ऊष्मा इंजन चक्र का प्रतिनिधित्व करता है तो हमें क्या मिला है यहाँ कुछ एक्सेरजी चक्र में प्रवेश कर रहा है जो फिर से इन 2 तापमानों द्वारा दर्शाया गया है TH यह गर्म पक्ष है और TLठंडा पक्ष है और फिर जो निकल रहा है वह 𝜂II EQH है तो EQH ऊष्मा की एक एक्सेरजी सामग्री है जो उच्च तापमान स्रोत से लिया जाता है यह आपके 𝜂II द्वारा गुणा किया जाता है जो कि कार्य में परिवर्तित हो रहा है और जो बाहर जा रहा है फिर कुछ अन्य एक्सेरजी भी बाहर जा रहा हैं लेकिन इस एक्सेरजी की हम बराबरी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इस एक्सेरजी को मैं किसी तरह की सेटिंग से दिखा रहा हूँ तो इस दूसरे मामले में एक्सेरजी आ रहा है एक्सेरजी चक्र में बह रहा है और फिर से एक्सेरजी चक्र से बाहर जा रहा है लेकिन एक्सेरजी का हिस्सा जोकि काम की एक्सेरजी सामग्री है इसे इस संबंध द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इसका कुछ भाग निम्न तापमान स्रोत पर जाएगा जिसे इस सेटिंग द्वारा दिखाया गया है तो आप देखते हैं कि हम कार्य और ऊष्मा के बीच अंतर नहीं कर रहे हैं जैसा हमने पहले किया था इस दूसरी परिस्थिति में सब कुछ एक्सेरजी है इसका कुछ भाग एक्सेरजी वाला कार्य है तो हम इसमें रुचि रखते हैं चलिए आइए देखते हैं उन दो तापमान TH और TL को जो कि ऊष्मा इंजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसी तरह मैंने जो कुछ भी किया है उसे दोहरा सकता हूं या आप खुद भी कर सकते हैं जो कुछ भी मैंने रेफ्रिजरेटर या हीट पंप के लिए किया है अब यह किसी प्रकार का दोहराने वाला कार्य होगा इसलिए हम इसमें नहीं जा रहे हैं बल्कि हम यह देखना चाहेंगे कि इन उपकरणों के प्रदर्शन की क्षमता या गुणांक कैसे भिन्न होते हैं वे किस पैरामीटर पर भिन्न होंगे वे केवल इन 2 तापमानों उच्च तापमान और यहाँ कम तापमान के आधार पर भिन्न होंगे चलिए हम कुछ बदलाव करते हैं और एक विशेष पद्धति अपनाते हैं बता दें कि हम T0 को परिभाषित कर रहे हैं T0 ऊष्मा इंजन और हीट पंप के लिए परिवेश का तापमान है इन सभी उपकरणों के लिए 2 तापमान होंगे एक उच्च तापमान होगा और दूसरा कम तापमान होगा तो लगभग सभी व्यावहारिक अनुप्रयोग में इस मामले में गर्मी इंजन और गर्मी पंप परिवेश का निम्न तापमान परिवेश का ही तापमान होता है इसलिए मैं इसे T0 द्वारा परिभाषित या निरूपित कर रहा हूं तो T0 मूल रूप से गर्मी इंजन और गर्मी पंप के लिए TL है रेफ्रिजरेटर के लिए T0 TH है इसका कारण बहुत स्पष्ट है रेफ्रिजरेटर को कम तापमान पर एक स्थान बनाए रखना है यह तापमान परिवेश के तापमान से कम होना चाहिए तो रेफ्रिजरेटर के लिए परिवेश का तापमान सर्वाधिक तापमान होगा और जिस स्थान पर शीतलन या ठंडा प्रभाव किया जा रहा है वह न्यूनतम तापमान पर होगा इसलिए इस मामले में परिवेश का तापमान T0 TH के बराबर है इसलिए मैंने एक और तापमान को परिभाषित किया है जिसे मैं T के रूप में परिभाषित कर रहा हूं T इस चक्र का दूसरा तापमान है और पैरामीटर जो मैं परिभाषित करना चाहूंगा वह है TT0 तो गर्मी इंजन और हीट पंप के लिए TT0 यह कुछ होगा और यह आपके रेफ्रिजरेशन के लिए थोड़ा अलग होगा तो T T0 के आधार पर अगर मैं योग्यता का एक आंकड़े रखता हूं तो इस पक्ष को हम कहते हैं कि यह योग्यता का आंकड़ा है और इस तरफ से कोऑर्डिनेट इस दिशा में 0 से शुरू होता है यह बढ़ता है और इस तरफ हमारे पास T T0 है और हमारे पास 1 2 3 4 इत्यादि मूल्य है तब हमारे पास 2 आवरण हो सकते हैं यह एक गर्मी इंजन के लिए इस आवरण के अंदर एक योग्यता का आंकड़ा होगा तो यह आपकी गर्मी इंजन था रेफ्रिजरेटर के लिए इस आवरण के अंदर एक योग्यता का आंकड़ा होगा यह आपका रेफ्रिजरेटर और गर्मी पंप है उनके पास इस तरह योग्यता का आंकड़ा होगा तो यह आपका हीट पंप है और यह पहले कानून के अनुसार है तो आप देखते हैं कि यह वह आंकड़ा होगा जो मैंने पहले ही बता दिया है जब मैंने हीट पंप पेश किया है उस हीट पंप में हमेशा एक से अधिक योग्यता का आंकड़ा होता हैं और हम इस आंकड़े के द्वारा यह पता लगा सकते हैं कि यह कैसे T T0 के साथ बदल रहा है इसके अलावा गर्मी इंजन की कार्यकुशलता हमेशा एक से कम होगी यह भी हमें पता चल रहा है इसके अलावा रेफ्रिजरेटर भी एक से नीचे रहेगा बात यह है कि यह सभी चक्र है इनमें केवल ऊर्जा हस्तांतरण की दिशा अलग अलग है इसलिए हमें यह अलग अलग आरेख मिल रहे हैं दूसरे कानून के द्वारा हम इन्हें एकीकृत कर सकते हैं तो दूसरे कानून के द्वारा हमें इस तरीके का आरेख मिलेगा तो यह आपकी दूसरी कानून दक्षता या सापेक्ष दक्षता है यह 1 है और यह निश्चित रूप से 0 है 2 3 4 और यह मात्रा पहले की तरह TT0 है इसलिए हम योग्यता का आंकड़ा या सभी 𝜂II इस आवरण के भीतर प्राप्त करेंगे और रेफ्रिजरेटर हमें इस क्षेत्र में मिलेगा ऊष्मा इंजन और ऊष्मा पंप हम दूसरे क्षेत्र में प्राप्त करेंगे तो आप देखते हैं कि यह किसी प्रकार का एकीकरण देता है और सभी चक्रों की तुलना बेहतर तरीके से की जा सकती है क्योंकि योग्यता के एक आंकड़े की सीमा जो अब 0 से 1 है इसलिए यह दूसरी कानून दक्षता के लाभ में से एक है तो दूसरी कानून दक्षता अन्य मामलों के लिए भी परिभाषित की जा सकती है लेकिन यह आसानी से इसका एक फायदा दिखा सकती है तो हम इस अभ्यास से क्या लिख सकते हैं पहला कानून दक्षता जो गर्मी इंजन के लिए 1 TL TH है और दूसरा कानून दक्षता जो 𝜂II लिखी जा सकती है वह सभी उपकरणों के लिए 10 है मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने ऊष्मा इंजन के लिए यह लिखा है हम यही आंकड़े गर्मी पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए भी लिख सकते हैं लेकिन जब हम दूसरे कानून का प्रयोग करते हैं तो सारे उपकरणों के लिए योग्यता का आंकड़ा या साक्ष्य कार्यकुशलता दूसरे कानून की कार्यकुशलता या दक्षता यह 0 से 1 के बीच में रहेगी तो यह एक बेहतर तुलना देता है और इससे हमें योग्यता के आंकड़े के निरपेक्ष मूल्य को जानने में मदद मिलती है क्या सुधार की कोई गुंजाइश है अगर 𝜂II का मान 8 बिंदु के करीब हो तो सुधार कितना मुश्किल होगा यह और भी मुश्किल होगा अगर यह बिंदु 2 3 है तो व्यक्ति निश्चित रूप से कोशिश कर सकता है क्योंकि आप कह सकते हैं कि यह एक अवसर है या इस दक्षता में सुधार की संभावना है तोयह अपशिष्ट गर्मी वसूली उपकरणों के लिए अच्छा है अपशिष्ट गर्मी वसूली सिद्धांतों के लिए अच्छा है जो हम अपनाने जा रहे हैं और वहाँ भी अगर हम इस तरह का एक विश्लेषण करते हैं तो यह आसानी से होगा या यह हमें आसानी से दे देगा कि क्या संभावना है या नहीं इसलिए इसके साथ मैं थर्मोडायनामिक सिद्धांतों पर अपनी चर्चा समाप्त करना चाहूंगा अब हम थर्मोडायनामिक सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए जाएंगे हम अगले कुछ व्याख्यानों में विभिन्न चक्रों विशेष रूप से शक्ति चक्र गर्मी इंजन चक्रो पर नज़र रखने जा रहे हैं हम यह देखेंगे कि थर्मोडायनामिक सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है और हम यह भी देखना पसंद करते हैं कि हमें अपशिष्ट गर्मी वसूली का मौका कहां मिलता है इन चक्रों का उपयोग अपशिष्ट गर्मी वसूली के लिए कैसे किया जा सकता है या अपशिष्ट गर्मी वसूली के लिए इन चक्रों को कैसे संशोधित किया जा सकता है